नमस्ते हमारे पिछले स्टेशन में हमने वित्तीय विवरण के विश्लेषण और इसकी व्याख्या पर चर्चा शुरू की थी इसलिए वित्तीय विवरण विशाल मात्रा में डेटा देते हैं जिससे विभिन्न उपयोगकर्ता प्रासंगिक जानकारी निकाल सकते हैं तो वे हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंटवर्टिकल स्टेटमेंट या बेंचमार्किंग के लिए जा सकते हैं विश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक रेश्यो एनालिसिस है जहां अनुपातों की गणना की जाती है पिछली बार हमने ये उदाहरण देखा था कि यदि आप केवल प्रोफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं तो सिर्फ मुनाफ़े की तुलना एक उचित तस्वीर नहीं देती है हम लाभ को बिक्री के प्रतिशत के रूप में जानते हैं फिर हमें रेश्यो की गणना करनी होगी जो नेट प्रॉफिट रेश्यो के रूप में जाना जाता हैं इसलिएहम यह जानेंगे कि कंपनी बी में ए के बिक्री प्रतिशत की तुलना में अधिक लाभ है विभिन्न प्रकार के अनुपात हैं जिनकी गणना की जाती है क्योंकि अलग अलग स्टेकहोल्डर्स विभिन्न प्रकार की जानकारी चाहते हैं अब कंपनी की ताकत और कमजोरियों को जानने के लिए रेश्यो उपयोगी हैं वे निर्णय लेने और प्रदर्शन जानने के लिए भी उपयोगी हैं अब रेश्यो का महत्व यह है कि वित्तीय विवरण आपको वर्तमान और अतीत बताते हैं लेकिन रेश्यो का उपयोग भविष्य को प्रोजेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है तो हम कुछ धारणाएं बना सकते हैं पिछले रूझानों को देखें और भविष्य के लिए अनुमानों को बनाएं यही अनुपात का एक फायदा है अपने अंतिम सत्र में हमने पहले दो प्रकार के रेश्यो पर चर्चा शुरू की है लिक्विडिटी और कैपिटल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी के भीतर वर्तमान रेश्यो सबसे महत्वपूर्ण है जो बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है मैं जानना चाहता हूं कि क्या कंपनी के पास अपनी करंट लायबिलिटी के लिए पर्याप्त करंट एसेट है जहाँ करंट एसेट निवेश करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स शार्ट टर्म लोन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टैक्स के लिए प्रावधान प्रोपोसड डिविडेंड अनक्लेमेड डिविडेंड इसलिए सामान्य तौर पर रेश्यो 21 को स्वीकार्य माना जाता है लेकिन यह काफी हद तक उद्योग से उद्योग में परिवर्तन हो सकता है सामान्य विचार यह है कि हमारे पास पर्याप्त करंट एसेट होने चाहिए करंट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए और किसी भी डिफ़ॉल्ट या दिवालियापन से बचने के लिए एक और अनुपात का रूढ़िवादी माप हैं जिसको क्विक रेश्यो की गणना करते हैं इसलिए हम जानते हैं कि दो महत्वपूर्ण धन स्रोत हैं एक इक्विटी है इसलिए इक्विटी रेश्यो जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड के प्रतिशत के रूप में इक्विटी की गणना करना चाहते हैं Equity Ratio Shareholder's Equity Total Capital Employed ऋण में कैपिटल एम्प्लॉयड के प्रतिशत के रूप में ऋण जहाँ टोटल डेब्ट में वित्तीय संस्थान से लघु और दीर्घकालिक उधार डिबेंचर बांड ने भुगतान की व्यवस्था को स्थगित कर दिया शामिल हैं और डेब्ट इक्विटी रेश्यो कैपिटल द्वारा विभाजित करते हैं रेश्यो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेश्यो है जहां बैंकर बड़े पैमाने पर रुचि रखता हैं वास्तव में किसी भी बैंक द्वारा कोई ऋण नहीं दिया जाता है जब तक कि वे डेब्ट इक्विटी रेश्यो की गणना नहीं करते हैं डेब्ट इक्विटी रेश्यो कितना स्वीकार्य है मान लीजिए आप 10 लाख का वाहन खरीदना चाहते हैं कितना लोन बैंक देगा बैंक आमतौर पर कहते हैं कि हम 75 प्रतिशत वाहन का वित्त करेंगे इसका मतलब हैवो क्या डेब्ट इक्विटी रेश्यो देख रहे हैं 10 लाख से वे 75 लाख देंगे और मालिक को 25 लाख डालने होंगे तो डेब्ट इक्विटी रेश्यो क्या है 75 से 25 इसका मतलब है स्वीकार्य डेब्ट इक्विटी रेश्यो 3 है जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक और नियामक अधिकतम डेब्ट इक्विटी रेश्यो को ठीक करते हैं कौन सा बैंक दे सकता है और अलग अलग बैंक भी अधिकतम तय कर सकते हैं और फिर से मामले के आधार पर वे इसे थोड़ा अलग कर सकते हैं सामान्य रूप से वे इसे नीचे लाते हैं मान लीजिए उधारकर्ता बहुत मजबूत फ़ाइनेंशियल स्थिति में नहीं है तो वो कह सकते हैं कि 10 लाख में से हम केवल 6 लाख का वित्त करेंगे फिर डेब्ट इक्विटी क्या होगी 6 बय 4 इसका मतलब है यह 15 हो जाता है इसलिए मानदंड 3 है लेकिन वे आवश्यकता के अनुसार अधिकतम वित्तपोषण को नीचे ला सकते हैं तो डेब्ट इक्विटी रेश्यो भी महत्वपूर्ण है एक छोटी अवधि के लेन देन में वर्तमान रेश्यो को अधिक भार दिया जाता है दीर्घकालिक ऋण के लिए इक्विटी को अधिक भार दिया जाता है यह डेब्ट इक्विटी रेश्यो से भी बदलता है उदाहरण के लिए जैसा कि पहले आपको वाहन के लिए बताया था कि बैंक 75 प्रतिशत ऋण देता है तो डेब्ट इक्विटी रेश्यो कितना है 75 बय 25 का मतलब 31 हाउसिंग लोन के लिए मान लीजिए आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं कितना लोन बैंक देंगा आम तौर पर बैंक घर का 80 प्रतिशत या कभी कभी ज्यादा लेकिन यदि वे 80 प्रतिशत वित्त करते हैं उसका मतलब 80 लाख बैंक 20 लाख कर्जदार देगा

तो डेब्ट इक्विटी रेश्यो उच्च या निम्न होगा ऐसी दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए डेब्ट इक्विटी रेश्यो देते हैं क्या आपने अमेरिका में सबप्राइम समस्या के बारे में सुना है वहां 2008 में बहुत बड़ा संकट था जिसको सबप्राइम संकट के रूप में जाना जाता है सबप्राइम संकट में बैंकरों ने उन उधारकर्ताओं को बहुत सारे ऋण दिए जो सबप्राइम थे सबप्राइम का मतलब निम्न गुणवत्ता है बैंकरों ने अधिक से अधिक डेब्ट इक्विटी रेश्यो देना शुरू कर देता है तो लंबे समय में बैंक को यह समस्या होती है यह कंपनी के लिए समस्या भी पैदा करता है अगर डेब्ट इक्विटी रेश्यो अधिक है क्योंकि आप अधिक से अधिक ऋण के लिए जा रहे हैं तो अधिक से अधिक जोखिम ले रहे हैं कंपनी जिसके पास स्थिर संपत्ति है जैसे अधिक भूमि और भवन वो अधिक डेब्ट इक्विटी रेश्यो एक आधार है जो वे बाद में ले जाते हैं हम कंपनियों के कुछ मामलों को देखेंगे अब अगले प्रकार के रेश्यो में हम कवरेज रेश्यो लेंगे हम बैंकरों के बारे में चर्चा कर रहे थे इसलिए बैंकर अधिकतम डेब्ट इक्विटी रेश्यो का फैसला करना चाहते हैं लेकिन वे यह भी देखते हैं कि जो ब्याज चुकाना है क्या वह कंपनी की आय या कमाई से कवर किया जा सकता है अब निश्चित क्लेम्स ऋण पर ब्याज प्रेफ़रेंस डिविडेंड या किश्तों के पुनर्भुगतान की तरह हैं तो महत्वपूर्ण रेश्यो जो मुख्य रूप से बैंकरों द्वारा माना जाता है वह डेब्ट सर्विस कवरेज रेश्यो है तो नुमरेटर आय है जो डेब्ट सर्विस अपॉन ब्याज प्लस किस्त के लिए उपलब्ध हैं इसलिएसामान्य रूप से शुद्ध लाभ उपलब्ध है प्लस कुछ गैर नकद खर्च जैसे डेप्रिसिएशन को जोड़ा जाता है और एसेट की बिक्री और ऋणों पर ब्याज के नुकसान के लिए कुछ समायोजन किए जा सकते हैं इसलिएयह उपलब्ध धनराशि है जिसे नुमरेटर के रूप में रखा जाता है और भुगतान किया जाना है और ब्याज सहित डिनोमिनेटर के रूप में रखा जाना है जहाँ डेब्ट सर्विस से कमाई शुद्ध लाभ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे डेप्रिसिएशन और अन्य अमॉर्टिसिशन तो यहाँ बैंकर्स जानते हैं कि उनकी किस्त चुकाने के लिए कमाई कितनी बार उपलब्ध है चाहे कंपनी के पास समय पर पुनर्भुगतान करने की क्षमता होयह एक डेब्ट सर्विस कवरेज रेश्योएअर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बय इंटरेस्ट होता है इबिट एअर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसलिए यदि डेब्ट सर्विस और इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो अधिक हैइसका मतलब है ब्याज या किस्त की अदायगी के लिए एक अच्छा कवरेज उपलब्ध है उसका मतलब डिफ़ॉल्ट की संभावना कम है इसलिए बैंकर कम से कम न्यूनतम डेब्ट कवरेज रेश्यो पर जोर देता हैं जहाँ EAT एअर्निंग आफ्टर टैक्स उसी तरह प्रेफरेंस शेयरधारकों को डिविडेंड का कवरेज जानने में दिलचस्पी होगीयही कारण है कि प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेश्यो अब प्रेफरेंस डिविडेंड का भुगतान ब्याज और करों का भुगतान करने के बाद ही भुगतान किया जा सकता है तो नुमेरेटर में अब हम ईएटी ले चुके हैं या आप इसे PAT एअर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी से विभाजित करे इसलिए यदि कर के बाद लाभ पर्याप्त है तो कंपनी अनुबंधित शब्द के अनुसार डिविडेंड का भुगतान करने में सक्षम होगी तो कवरेज इस रेश्यो में देखा जाता है अब एक महत्वपूर्ण रेश्यो है जिसे कैपिटल गियरिंग रेश्यो के रूप में जाना जाता है

यह डेब्ट इक्विटी रेश्यो के समान है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी तो नुमेरटर में हम प्रेफरेंस कैपिटल प्लस डेब्ट और डिनोमिनेटर में हम मालिकों का कोष देखते हैं यह इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस संभावित नुकसान है तो यहाँ भी अगर रेश्यो उच्चतम है कंपनी को अधिक जोखिम भरा माना जाता है या इसकी गणना विशेष परियोजना के लिए की जा सकती है यदि रेश्यो अधिक है तो परियोजना को जोखिम भरा माना जाता है आप को संतुलन बनाने की जरूरत है बहुत अधिक रेश्यो से बचा जाना है रेश्यो को एक्टिविटी रेश्यो या प्रदर्शन या टर्नओवर रेश्यो कहा जाता है क्योंकि यहाँ हम कितना बेहतर है या कंपनी कितनी कुशलता से अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम हैइसकी गणना करते हैं अब संपत्ति का उपयोग मुख्य रूप से बिक्री उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है तो एक व्यापक रेश्यो के लिए यह कैपिटल टर्नओवर रेश्यो है अब हम बिक्री उत्पन्न करने के लिए व्यापार में पूँजी लगाते हैं इसलिए हम सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है फिर से सेल्स डिनोमिनेटर में हम फ़िक्स एसेट या कैपिटल एसेट ले रहे हैं तो कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली लंबी अवधि की एसेट क्या है और उनकी कितनी बिक्री उत्पन्न करने में सक्षम हैं यह फ़िक्स एसेट के उपयोग में दक्षता दर्शाता है इसकी व्यक्तिगत संपत्ति के लिए भी गणना की जाती है या यह पूरी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है इसकी एक विशेष परियोजना या एक संयंत्र के लिए गणना की जा सकती है इसकी किसी एक एसेट के लिए भी गणना की जा सकती है यदि वह एसेट राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम है तो बस यह देखें कि आप कितनी कुशलता से उस एसेट उपयोग कर रहे हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक ओटो रिक्शा चालक है उसके ओटो रिक्शा की लागत 4 लाख है वह 1000 रुपये दैनिक कारोबार से उत्पन्न करने में सक्षम हैतो फ़िक्स एसेट टर्नओवर रेश्यो क्या होगा केवल 1000 रुपये के दैनिक कारोबार की गणना करें आम तौर पर रिक्शा का उपयोग पूरे साल के लिए नहीं किया जा सकता है बता दें कि इसका इस्तेमाल साल में 300 दिनों के लिए किया जाता है टर्नओवर क्या होगा 300 ईंटो 1000 इसका मतलब है कि 3 लाख टर्नओवर और फ़िक्स संपत्ति का मूल्य 4 लाख था तो3 बय 4 मतलब वर्ष में रेश्यो 1 से कम है यह मानते हुए कि रिक्शा 8 घंटे की एकल पारी में संचालित होता है टर्नओवर 1000 था रेश्यो 3 लाख अपॉन 4 लाख है अब अगर एक ही रिक्शा 2 पारियों में संचालित है तो सुबह में 1000 दोपहर में 1000 तो अब कारोबार दोगुना हो गया है रेश्यो क्या होगा तो 1000 प्लस 1000 मतलब 2000 एक दिन में ईंटो 300 दिनों तो 6 लाख 4 लाख से विभाजित करे तो अब आप देख सकते हैंपहले रेश्यो 075 था अब यह 6 बय 4 यानि 15 है तो एसेट के उपयोग की दक्षता में सुधार हुआ है मैं सिर्फ एक सरल उदाहरण दे रहा हूं कि इसकी गणना एक ओटो रिक्शा के लिए भी की जा सकती है क्योंकि एक एसेट कारोबार उत्पन्न करने में सक्षम है उसी तरह यह विभिन्न स्तरों पर किया जाना चाहिए अब कंपनी की सफलता के लिए टर्नओवर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लाभ देने वाला है इसीलिए यह रेश्यो व्यापार में बिक्री उत्पन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अब फिक्स एसेट की तरह ही हम यह भी देख सकते हैं कि कैसे कुशलतापूर्वक व्यापार में वर्किंग कैपिटल का उपयोग कर रहा है तो अब यह सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल है यानि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है तो क्या वे प्रभावी रूप से वर्किंग कैपिटल का उपयोग कर रहे हैं उच्च रेश्यो अच्छा होगा क्योंकि यह कम्पनी की अधिक दक्षता दर्शाता है अब यह रेश्यो बहुत दिलचस्प है क्योंकि यदि आप कंपनी के वर्किंग कैपिटल का अध्ययन करना चाहते हैं तो ये रेश्यो इन्वेंट्री टर्नओवरडेब्टर्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर में विभाजित हो गया है टर्नओवर के बारे में है क्योंकि विभिन्न इकाइयाँ या विभाग होंगे कंपनी में जो स्टॉक प्रबंधन देनदार प्रबंधन और लेनदारों का प्रबंधन की देखरेख कर रहे होंगे इसलिए हम व्यवसाय के प्रत्येक भाग की दक्षता जान सकते हैं पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर देख रहे हैं अब या तो हम सेल्स अपॉन इन्वेंट्री ले सकते हैं लेकिन अधिक परिष्कृत बिक्री की लागत होगी क्योंकि आप जानते हैं इन्वेंट्री लागत पर दर्ज की गई है इसलिए नुमेरेटर भी बिक्री की लागत के बजाय सिर्फ समापन इन्वेंट्री पर ले जाएगा यदि औसत इन्वेंट्री लेना बेहतर होगा क्योंकि हम जानते हैं कि स्टॉक कितना है और औसतन कितनी बिक्री हुई है इसलिए कास्ट ऑफ़ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री बेहतर हैं या बेहतर फ़ॉर्मूला है अब इसे सार्थक बनाने के लिए उसी सूत्र को कई दिनों तक परिवर्तित किया जा सकता है मान लीजिए एक कंपनी ने हमें 4 लाख का कारोबार करने दिया है और 40000 की इन्वेंट्री हैं और 4 लाख का टर्नओवर हैं इसलिए 4 लाख अपॉन 40000 तो रेश्यो 10 है इन्वेंट्री टर्नओवर रेश्यो 10 है लेकिन दिनों की संख्या के संदर्भ में गणना की जा सकती हैं अब क्या आप इसे दिनों की संख्या में गणना कर सकते हैं 4 लाख थी अब 40000 अपॉन 4 लाख बजाय 4 लाख अपॉन 40000 जो कर रहे थे जो 10 था इसका मतलब है 1 बय 10 मल्टिप्लिएड बय 365 दिनों तो आपको 365 मिलेगा अब यह दिनों के संदर्भ में है अब आप इसे बेहतर समझ सकते हैं इसलिए कंपनी औसतन 365 दिन की इन्वेंट्री रखती है अब हम उनकी इन्वेंट्री पॉलिसी के साथ तुलना कर सकते हैं यदि पॉलिसी एक महीने का भंडार की है इसका मतलब है कि स्टॉक 30 दिनों का होना चाहिए था लेकिन वास्तव में वह 365 दिन का हो रहा हैं इसलिए हम उनकी नीति की वास्तविक के साथ तुलना कर सकते हैं और दक्षता में सुधार के लिए तदनुसार निर्णय ले सकते हैं अब उसी रेश्यो की गणना देनदारों के लिए की जा सकती है डेब्टर्स के लिए क्या सूत्र होगा यह सेल्स अपॉन डेब्टर्स या अकाउंट रेसिवाबलेस केवल क्रेडिट सेल्स पर लागू होती हैं इसलिए हम इसे सुधार सकते हैंनुमेरेटर में क्रेडिट सेल्स लेना हैं और इसे एवरेज अकाउंट रेसिवाबलेस से विभाजित करना हैं रेश्यो हम इसे दिनों की संख्या के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जो डेब्टर्स वेलोसिटी के रूप में ज्ञात की जाती हैं इसलिए कई बार डेब्टर्स टर्नओवर होने के बजाय यह बेहतर है कि हम दिनों की संख्या के लिए जाते हैं मान लीजिए कंपनी की बिक्री 10 लाख है और उनके पास 2 लाख की रसीदें हैं अब उनका रेश्यो 10 लाख बय 2 लाख हो जाएगातो रेश्यो कितना है 5 अब दिनों के संदर्भ में यह कितना है 2 लाख बय 10 लाख इसका मतलब है हम 1 बय 5 ईंटो 365 प्राप्त करते हैं तो यह कितना होगा यदि यह 70 दिनों से अधिक है तो लगभग 70 से 75 दिन लगभग 72 दिन हम डेब्टर्स कह सकते हैं अब आप वास्तव में स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं मान लीजिए उनकी नीति 30 दिनों के क्रेडिट के लिए है वे 30 दिनों में कम से कम 30 से 35 दिन में एकत्र होना चाहिए लेकिन यहां उनके पास 72 दिनों के लिए डेब्टर्स हैं इसका मतलब लगभग दोगुना है इसका मतलब है उनके डेब्टर्स प्रबंधन प्रणाली कुशल नहीं है तो प्रबंधकों लगातार इस रेश्यो की गणना करेंगे और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे क्या यह निवेशकों शेयरधारकों या ऑडिटरों के लिए भी उपयोगी होगा उत्तर हाँ है क्योंकि ऑडिटर या शेयरधारक भी जब इस रेश्यो की गणना करेंगे यह जानने के लिए कि कंपनी की पॉलिसी 30 दिनों की है लेकिन रेश्यो 72 दिनों का है तो इसका मतलब क्या हैं इस बात की पूरी संभावना है कि डेब्टर्स जो कंपनी ने दिखाया हैं उसमें बहुत सारी गलत प्रविष्टियाँ या झूठी प्रविष्टियाँ हैं या एक विन्डो ड्रेसिंग है एक डेब्टर्स का ओवर स्टेटमेंट है इसलिए हम डेब्टर्स की प्रकृति का पता लगाने के लिए जांच करने की कोशिश करेंगे कुछ और रेश्यो हैं जैसे एजिंग स्टेटमेंट है इसलिए आम तौर पर हम सेल्स अपॉन उस आइटम को लेते हैं लेकिन चूंकि क्रेडिटर्स खरीद से संबंधित हैंहम खरीद विशेष रूप से क्रेडिट खरीद लेंगे तो क्रेडिट खरीद अपॉन एवरेज एकाउंट पेयबल इसलिए यहां भी हम इसे दिनों की संख्या में बदल सकते हैं और जान सकते हैं कि हम कितने दिनों के भीतर चुका रहे हैं मान लीजिए हमारी सामान्य नीति में 30 दिनों का क्रेडिट है लेकिन हम केवल 20 दिनों में चुका रहे हैं हमें यह जाँचना होगा कि क्या हमें कोई छूट मिल रही है जल्दी भुगतान पर या हमारे लोग समय से पहले अनावश्यक रूप से भुगतान कर रहे हैं अगर यह लंबा हैं निवेशकों को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि क्या कंपनी में कोई समस्या है कि उनके पास समय पर नकदी नहीं है इसलिए वे भुगतान नहीं कर रहे हैं या उनकी खरीद डमी है वे खरीद में कुछ गलत आंकड़े दिखा रहे हैं लेकिन समय में भुगतान नहीं कर रहे हैं तो यह रेश्यो भी महत्वपूर्ण है इसलिए हमने अब लिक्विडिटी रेश्यो को कवर कर लिया है हमने डेब्ट इक्विटी की भी चर्चा की है जो स्थिरता के बारे में थी और अब हमने दक्षता पर रेश्यो की चर्चा की है अगले सत्र में हम रेश्यो के अगले दौर के लिए जाएंगे